अब मैं ऑक्टेव स्क्रिप्ट फ़ाइल का वर्णन आपको बताता हूं जिसका उपयोग हम कोलब्रुक व्हाइट फॉर्मूला का उपयोग करके घर्षण पैटर्न प्राप्त करने के लिए करेंगे तो यहां स्क्रीन पर मेरे पास एक स्क्रिप्ट फ़ाइल कोलब्रुक डॉट एम Colebrookm है यह ऑक्टेव में चलाने के लिए एक m फ़ाइल है आप शायद कंपैटिबिलिटी के लिए कुछ मामूली संशोधन करके इसे मैटलैब पर भी चला सकते हैं मैंने इसे मैटलैब पर चलाने की कोशिश नहीं की है मैं इसे एक संसाधन के रूप में प्रदान करूंगा आप इसके साथ प्रयोग कर सकते हैं और फिर कोशिश करके देख सकते हैं यदि आप मैटलैबऔर ऑक्टेव चला सकते हैं तो मैं एक फंक्शन फाइल फंक्शन आउटपुट f लिख रहा हूं जो एक फ्रिक्शन फैक्टर है मैं फंक्शन नाम को कोलब्रुक कह रहा हूं मैं एक ही फाइल नाम Colebrookm का इस्तेमाल करूंगा और मैं दो इनपुट R रेनॉल्ड्स नंबर ed प्रदान कर रहा हूं ed अन्य इनपुट है जो खुरदरापन अनुपात है ed वास्तव में ed है ε d जो कि हमने कोलेब्रुक समीकरण में उपयोग किया है ठीक है टिप्पणी के बाद फिर हम यहां आते हैं यहां कई इनपुट आर्गुमेंट्स की संख्या है और अब हम मैन प्रोग्राम करते हैं तो मैन प्रोग्राम वास्तव में एक इफ लूप में वितरित किया जाता है तो वहाँ एक इफ कंडीशन condition शर्त है जहां प्रवाह की जाँच की जाती है तो रेनॉल्ड्स संख्या धनात्मक होनी चाहिए और या 2000 से कम होनी चाहिए तो 0 और 2000 के बीच हमने देखा है कि प्रवाह लामिनार है और उपयोग किया जाने वाला समीकरण f 64 रेनॉल्ड्स संख्या है तो यह घर्षण कारक देगा यदि प्रवाह लामिनार है एल्सelse अन्यथा यदि रेनॉल्ड्स की संख्या 4000 से अधिक है और हम कहते हैं कि प्रवाह अशांत है इसलिए हम कोलब्रुक समीकरण का उपयोग करेंगे इसलिए मैं इन आइडेंटिटी का उपयोग कर रहा हूं A जो εd37 के बराबर है यह वही है जो हमने इटरेटिव संबंध में उपयोग किया है बी 251 रेनॉल्ड्स संख्या है अब xk का प्रारंभिक मूल्य xk है जिसे मैं इसे 1√01 के रूप में सेट करने जा रहा हूं जो पहले चर्चा की गई थी और एक चर डेल्टा का उपयोग करूंगा और इसे xkसेट करूंगा बाद में लूप के भीतर मैं डेल्टा का उपयोग पुराने वर्तमान और पुराने के बीच अंतर के रूप में करने जा रहा हूं अब हम व्हाहिल लूप में प्रवेश करते हैं जबकि यह वर्तमान अनुमान और पिछले अनुमान के बीच का अंतर 00001 से अधिक है यह एक छोटा मूल्य है क्योंकि रूटस root मूल को खोजने के लिए इटरेटिव समीकरण को कन्वर्ज करना चाहिए और जब यह कन्वर्ज करता है तो 00001 से कम मूल्य पर जाता है और यह लूप से बाहर आता है जब डेल्टा बहुत अधिक है तो इन सभी कार्यों को निष्पादित करें तो xkk वह है जो मैं xk 1 के लिए उपयोग कर रहा हूं जो कोलब्रुक समीकरण के बराबर है इटरेटिव समीकरण जिसे निकाला गया है फिर डेल्टा xk1 - xk है यह मूल रूप से Δx है और मैं xk को नए मान पर सेट कर रहा हूं जो भी नया अनुमान है वह xk1 अनुमान है ताकि लूप जारी रह सके और एक बार डेल्टा इस मान से कम आ जाए तब फिर यह समाप्त हो जाता है और घर्षण कारक 1xk2 है यह घर्षण कारक है तो अशांत प्रवाह के लिए हम इस कोलेब्रुक इटरेटिव संबंध को लागू करते हैं एल्स else अन्यथा एल्स else अन्यथा का अर्थ यदि रेनॉल्ड्स संख्या 2000 और 4000 के बीच हो तो क्या होगा तो यह एल्स else अन्यथा स्थिति में आ जाएगा इसलिए यहाँ यह वास्तव में लामीनार से अशांत और अशांत से लामीनार के बीच एक संक्रमण है तो वहां कोई अच्छी तरह से संबंध परिभाषित नहीं है मैंने जो किया है वह f लामिनायर है 64 R और f अशांत है मैंने इस समीकरण को दोहराया है यहां सेट किया गया है और रेनॉल्ड्स संख्या का जो भी मान फ़ंक्शन में पारित किया है उस पर मान ज्ञात किया है और मैं अधिकतम मूल्य ले रहा हूं घर्षण कारक का अधिकतम मूल्य आपको सबसे खराब स्थिति hf सबसे खराब मामला घर्षण हानि घटक देगा ताकि हम सुरक्षित रहें और हम डिजाइन कर रहे हैं इसलिए यह एक कंजरवेटिव वैल्यू होगी इसलिए मैं लामीनार समीकरण का उपयोग करके f की गणना कर रहा हूं कोलब्रुक सूत्र का उपयोग करके अशांत समीकरण का उपयोग करके f की गणना कर रहा हूं और फिर संक्रमण क्षेत्र के लिए घर्षण कारक को कंजरवेटिव वैल्यू के रूप में लेने के लिए इन दोनों के बीच का अधिकतम मूल्य ले रहा हूं तो यह फ़ंक्शन है जिसे हम घर्षण कारक खोजने के लिए उपयोग करेंगे अब उदाहरण के लिए आइए हम ओक्टेव में जाएं और फिर इस कोलब्रुक फ़ंक्शन को कॉल करें तो आप इसे कैसे कॉल करेंगे तो मान लीजिए कि मैं घर्षण कारक कोलब्रुक जानना चाहता हूं और मुझे रेनॉल्ड्स संख्या देनी चाहिए और आप देखते हैं हमें रेनॉल्ड्स संख्या और ed ed देना होगा तो हम 5000 की रेनॉल्ड्स संख्या दें और हम 0001 का ed खुरदरापन अनुपात कहें तो यह आपको 0038495 का घर्षण कारक देगा एक ही बात है अगर आपने पाइप के लिए पीवीसी का उपयोग किया था यदि आपने पाइप के लिए पीवीसी का उपयोग किया था तो खुरदरापन अनुपात 0 होगा और 5000 उसी रेनॉल्ड्स संख्या के लिए आपको घर्षण कारक 0037 थोड़ा कम मिलेगा तो रेनॉल्ड्स संख्या के किसी भी मूल्य के लिए घर्षण कारक को खोजने के लिए कोलब्रुक फ़ंक्शन का उपयोग किया जा सकता है हम इस कोलब्रुक फ़ंक्शन का उपयोग अपने स्वयं के मूडी चार्ट बनाने के लिए भी कर सकते हैं हालांकि हम डिजाइन के लिए मूडी चार्ट का उपयोग नहीं कर सकते हैं हम सीधे इस कोलब्रुक फ़ंक्शन का उपयोग दिए गए रेनॉल्ड्स संख्या और εd रफ़नेस अनुपात के लिए घर्षण कारक को देने के लिए करेंगे यह आपको अपने मूडी चार्ट को विकसित करने के लिए कुछ समझ देगा और न केवल अभ्यास के उद्देश्य के लिए बल्कि साहित्य के मूडी चार्ट के साथ क्रॉस चेक करने और यह पुष्टि करने के लिए कि कोलब्रुक फ़ंक्शन सही है इसलिए मैंने यहां ओक्टेव में एक बहुत छोटी स्क्रिप्ट फ़ाइल तैयार की है फ़ाइल जो कोलब्रुक व्हाइट फॉर्मूला के आधार पर घर्षण कारक अनुमान के लिए मूडी चार्ट की गणना और प्लॉट करती है तो मैं क्या करूँगा x अक्ष मैं रेनॉल्ड्स संख्या के रूप में परिभाषित कर रहा हूं मैं x अक्ष को 101 से 107 तक रेनॉल्ड्स संख्या मान के साथ स्वीप कर रहा हूं और लॉग स्पेस का उपयोग कर रहा हूं लॉगरिदमिक रूप से अंक 103 से 107 तक हैं जो रेनॉल्ड्स संख्या हैं यह अब वेक्टर है और खुरदरापन कारक है मैंने अभी कुछ चुनिंदा बिंदु दिए हैं जिन बिंदुओं पर मैं साहित्य में एक निश्चित खुरदरापन अनुपात उपयोग किए गए थे इसलिए मैंने उन्हीं खुरदरापन अनुपात मानों का उपयोग किया है ताकि मैं इस मूडी चार्ट से प्राप्त ग्राफ की तुलना साहित्य के मूडी चार्ट से प्राप्त ग्राफ से कर सकूं और फिर मैं रफ़नेस अनुपात बढ़ाने के लिए एक FOR लूप का उपयोग करता हूँ रेनॉल्ड्स नंबर वेक्टर को बढ़ाने के लिए एक और FOR लूप इसके बाद एक सबसे भीतर के लूप के अंदर किसी दिए गए खुरदरेपन अनुपात के लिए हर बार अपडेट किए गए रेनॉल्ड्स संख्या के मूल्य के साथ आप कोलब्रुक कॉल करते हैं और फिर आपको एक आउटपुट मिलता है जहां f एक वेक्टर वेक्टर मैट्रिक्स है आपके पास खुरदरापन अनुपात के हर मूल्य के लिए एक पंक्ति है और फिर प्लोट तो प्लॉटिंग है लॉग लॉग आमतौर पर आपने मूडी चार्ट में देखा होगा जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी x अक्ष और y अक्ष दोनों लॉगरिदमिक रूप से स्केल किए गए हैं तो यह x अक्ष पर रेनॉल्ड्स संख्या का एक लॉग लॉग ग्राफ है जो y अक्ष पर घर्षण कारक के विरुद्ध है आपको एक चर पैरामीटर खुरदरापन रेशियो के रूप में वक्र का एक परिवार मिलेगा तो यह वह स्क्रिप्ट है जिसे आप मूडी चार्ट प्राप्त करने के लिए उपयोग करेंगे हम इसे निष्पादित कर सकते हैं और फिर बस देख सकते हैं तो मुझे मूडी चार्ट में टाइप करने दे तो आप देखते हैं कि मूडी चार्ट कुछ इस तरह है और यह मूडी चार्ट है जो मैंने आपको दिखाया और आपके साथ चर्चा की यह y अक्ष एक घर्षण कारक है x अक्ष रेनॉल्ड्स नंबर है जो 1000 से शुरू होने वाला 107 रेनॉल्ड्स तक है घर्षण कारक बिंदु 001 से 01 तक है अब आपके पास यहां कर्व्स का परिवार है पैरामीटर खुरदरापन अनुपात है यह 00001 पर है यह 004 जैसा है मैं Google पर गया और फिर मूडी चार्ट को देखने के लिए यहां इस विशेष साइट पर गया यहां देखें कि एक मूडी चार्ट दिया गया है और खुरदरापन अनुपात के समान मूल्यों के लिए जिसे मैंने ओक्टेव स्क्रिप्ट में चुना है आप वास्तव में इसे मूडी चार्ट के साथ तुलना कर सकते हैं जो हमने ओक्टेव स्क्रिप्ट का उपयोग करके उत्पन्न किया है दोनों समान हैं वास्तव में विभिन्न खुरदरापन सूचकांक के लिए मान भी बिल्कुल समान हैं तो यह वास्तव में पुष्टि करता है आप इस लामिनार वाले हिस्से को देखें यह लामिनार का हिस्सा है एक एकल लाइन वहां जा रही है और अशांत भाग यहां से शुरू होता है यह अशांत हिस्सा है और यदि आप प्रत्येक खुरदरापन सूचकांक के लिए साहित्य में दिए गए मान से क्रॉस चेक करते हैं तो मान समान होंगे तो हमारे कोलब्रुक इटरेटिव एल्गोरिथ्म वास्तव में इस द्वारा सत्यापित है और आप अब इसका उपयोग अपने पंप सिस्टम के डिजाइन के लिए कर सकते हैं हमने हाइड्रोलिक पावर पर चर्चा के दौरान कई मापदंडों और कई वेरिएबल के बारे में बात की है अब हम हाइड्रोलिक पावर और हाइड्रोलिक ऊर्जा की गणना का सारांश करते हैं इसलिए हमें चरणों को सारांश में बताएं पहले स्पेसिफिकेशन के लिए हमें मापदंडों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है मुझे इस पर बाद में वापस आना चाहिए मैं सभी चरणों को सूचीबद्ध करता हूं और उसके देखता हूं कि वे कौन से पैरामीटर हैं जिन्हें हमें निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है आगे हम Q डॉट या dQdt की गणना करते हैं जो कि Q डिस्चार्ज वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज टाइम है ये दोनों डिज़ाइन स्पेक्स हैं जो उपयोगकर्ता की आवश्यकता के हिसाब से दिए गए यह मीटर क्यूब प्रति सेकंड में है फिर हम द्रव के वेग की गणना करते हैं डिस्चार्ज का समय और डिस्चार्ज वॉल्यूम और पाइप आयाम जानने पर विशेष रूप से क्रॉस सेक्शन क्षेत्र Q डॉट बाय A आपको मीटर प्रति सेकंड देगा पाइप के भीतर तरल पदार्थ की गति चौथा udϑ द्वारा दिए गए रेनॉल्ड्स संख्या की गणना करें जो काईनेमेटिक विस्कोसिटी है पांचवां ε बाय पाइप के आंतरिक व्यास द्वारा दिए गए खुरदरापन अनुपात की गणना करें ε यहां सतह धक्कों की ऊंचाई है तो यह एक्सप्रेशन एमएम में और यह भी एमएम में है छठा घर्षण कारक का पता लगाएं हमने कोलब्रुक वाइट फार्मूला देखा है हम उस फ़ंक्शन या मूडी के चार्ट का उपयोग करेंगे और फिर घर्षण कारक प्राप्त करने के लिए रेनॉल्ड्स संख्या और खुरदरापन अनुपात का उपयोग करेंगे सात घर्षण नुकसान के बराबर हेड की गणना करने के लिए घर्षण कारक का उपयोग करें तो f × Ld × u22g यह मीटर में व्यक्त किया जाता है u यह मान है जो द्रव वेग है g गुरुत्वाकर्षण है d पाइप का आंतरिक व्यास है L पाइप की कुल लंबाई है f घर्षण कारक है जो 06 से पाया जाता है मुझे इसे इस तरह से ऊपर ले जाने दो इस तरह हाँ अब बिंदु 8 कुल डायनामिक हेड h क्या है कुल डायनामिक हेड सक्शन हेड प्लस डिस्चार्ज हेड प्लस hf हेड का घर्षण नुकसान घटक है जैसा कि यहां डार्सी व़ेईसबाक सूत्र द्वारा गणना की गई है फिर आप हाइड्रोलिक पावर की गणना करते हैं पावर की आवश्यकता क्या है और यह हमने ρ Q डॉट h के रूप में पाया है ρ 1000 किग्रा मी है जी 981 Q डॉट h वाट और ऊर्जा में हाइड्रोलिक ऊर्जा 1000 × 981 × Q × h जूल में व्यक्त किया गया है तो यहाँ Q डॉट को m3 sec में व्यक्त किया गया है इसलिए यह संपूर्ण चरण है यह किसी भी हाइड्रोलिक वॉटर पम्पिंग गणना के लिए पावर और एनर्जी का पता लगाने के लिए 10 बिंदु चरण है अब स्पेसिफिकेशनSpecification विनिर्देश क्या है आइए हम इस पर एक नज़र डालें कि आपको कौन से पैरामीटर निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है तो पहले आपको डिस्चार्ज वॉल्यूम निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है आप एक दिन में या एक घंटे में ओवर हेड टैंक में कितना पानी उठाना चाहते हैं इन चीजों को आपको निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है डिस्चार्ज वॉल्यूम मीटर क्यूब में Δt सेकंड में डिस्चार्ज का समय है d व्यास है पाइप का आंतरिक व्यास मीटर में A की गणना π4 d2 के रूप में की जाती है पाइप के क्रॉस का सेक्शन क्षेत्र जो प्रवाह की दिशा के ऑर्थोगोनल और नॉर्मल है और यह मीटर वर्ग में है L पाइप की कुल लंबाई है दोनों ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्योंकि फिक्शन लॉस के लिए मीटर में पाइप की कुल लंबाई की आवश्यकता होती है ϑ काईनेमेटिक विस्कोसिटी है हमने देखा कि पानी के लिए यह 0510 6 मीटर प्रति सेकंड है ε सतह के धक्कों की ऊँचाई है जिसे एम एम में व्यक्त किया गया है hs मीटर में सक्शन हेड है hd मीटर में डिस्चार्ज हेड है इसलिए इन सभी बिंदुओं इन सभी मापदंडों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए तो आप उन्हें निर्दिष्ट करते हैं और स्वचालित रूप से प्रत्येक समीकरण का पालन होगा आप वास्तव में इसे एक ऑक्टेव या मेटलेब में एक स्क्रिप्ट फ़ाइल में डाल सकते हैं और फिर एक दिए गए पानी को पंप करने के लिए हाइड्रोलिक पावर और हाइड्रोलिक ऊर्जा की आवश्यकता की गणना के लिए एक डिज़ाइन फ़ाइल के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं